तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पर व्याख्यानों में आपका स्वागत है तो यह एकलता पर व्याख्यान संख्या 19 है इसलिए आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जटिल वेरिएबल के कार्यों की एकलता क्या है और फिर इन अद्वितीयताओं को विभिन्न श्रेणियों में कैसे वर्गीकृत किया जाए तो एकल बिंदु क्या है और एकलता से हमारा क्या मतलब है तो एक बिंदु इसे एक फ़ंक्शन f का एकवचन बिंदु कहा जाता है इसलिए यह एक जटिल मूल्यवान फ़ंक्शन है इसलिए यदि यह फंक्शन पर अनलिटिक होने में विफल रहता है या इस फ़ंक्शन को पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है लेकिन यह फंक्शन किसी बिंदु पर अनलिटिक है तो कम से कम एक बिंदु होना चाहिए जहां इस के पड़ोस में जहां फंक्शन अनलिटिक है तो हम ऐसे बिंदु को एकल बिंदु कहते हैं तो इस बिंदु पर एकवचन बिंदु या तो फ़ंक्शन को परिभाषित नहीं किया गया है या यह अनलिटिक नहीं है लेकिन इस के पड़ोस में किसी बिंदु पर यह फंक्शन अनलिटिक है तो हम कहते हैं कि यह एकवचन बिंदु है और फ़ंक्शन f को इस बिंदु पर एक अद्वितीय कहा जाता है तो एकवचन बिंदु को इस फ़ंक्शन f का अलग अलग एकवचन बिंदु कहा जाता है अगर इसके पास आगे के एकवचन बिंदु के बिना एक पड़ोस है इसलिए का पड़ोस मौजूद होना चाहिए जहां फ़ंक्शन का एक और एकल बिंदु नहीं है तो हम इसे आइसोलेटेड एकल बिंदु कहते हैं यदि पड़ोस में ऐसा कोई बिंदु मौजूद नहीं है जिसका अर्थ है कि प्रत्येक पड़ोस का एक एकल बिंदु है तो इस तरह के एकल बिंदु को नॉन आइसोलेटेड एकल बिंदु कहा जाता है तो हमने इस बात पर चर्चा की है कि एकल बिंदु क्या है और आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड एकल बिंदु क्या है तो उदाहरण के लिए यह फंक्शन है इसलिए हमने पहले ही इस फ़ंक्शन पर चर्चा की है और केवल यह याद करने के लिए कि यह फंक्शन कहीं भी अनलिटिक नहीं है तो फिर हम एकवचन बिंदु के बारे में क्या कह सकते हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से यह f किसी भी बिंदु पर अनलिटिक होने में विफल रहता है लेकिन इस फ़ंक्शन के लिए कोई एकवचन बिंदु नहीं है और कारण यह है क्योंकि यह फंक्शन कहीं भी अनलिटिक नहीं है और इसलिए हमारे पास एक पड़ोस नहीं है जहां फंक्शन अनलिटिक है इसलिए हमारे पास पड़ोस में कुछ बिंदु नहीं है जहां फ़ंक्शन अनलिटिक है और इसलिए इस परिभाषा के अनुसार इस फ़ंक्शन के लिए कोई एकल बिंदु नहीं है हालांकि प्रत्येक बिंदु पर यह फंक्शन अनलिटिक नहीं है लेकिन इसका कोई एकल बिंदु नहीं है क्योंकि यह कहीं भी अनलिटिक नहीं है तो दूसरा भाग संतुष्ट नहीं है कि फ़ंक्शन हर पड़ोस में किसी बिंदु पर अनलिटिक है इसलिए यह यहां संभव नहीं है क्योंकि फंक्शन कहीं भी अनलिटिक नहीं है तो यहाँ इस फ़ंक्शन के लिए कोई एकल बिंदु नहीं है हालांकि यदि हम f tan z उदाहरण के लिए विचार करते हैं तो हमने इन सभी बिंदुओं पर एकलता को आइसोलेट किया है क्योंकि हम लिख सकते हैं और यह cos z 0 इन सभी बिंदुओं पर है इन सभी बिंदुओं पर हमारे पास इस फ़ंक्शन की अद्वितीयता है फ़ंक्शन यह अनंत बन जाएगा इसलिए इसे इस तरह से परिभाषित नहीं किया गया है इसलिए एनालिटिसिटी का कोई बिंदु नहीं है अन्य सभी बिंदुओं पर फ़ंक्शन अनलिटिक है और इसलिए इस एकल बिंदु की परिभाषा संतुष्ट है और ये सभी बिंदु एकल बिंदु हैं क्योंकि इन बिंदुओं के पड़ोस में फ़ंक्शन अनलिटिक है केवल इस बिंदु पर फ़ंक्शन अनलिटिक नहीं है और इसलिए ये इस फ़ंक्शन की अलग अलग एकलता हैं यदि इस tan z के बजाय हम अब पर विचार करते हैं उस स्थिति में हम फिर से लिख सकते हैं और अद्वितीयताएं या एकल बिंदु कह सकते हैं हम इसे सेट करके और फिर से उसी तर्क के साथ चर्चा कर सकते हैं जो हम देखते हैं कि यह फिर यह cos z 0 हो जाएगा और फिर हमारे पास ये अद्वितीयताएं हैं तो यहां और इन सभी n के लिए इसलिए यह फ़ंक्शन अनलिटिक नहीं है और इसलिए ये इस फ़ंक्शन के एकवचन बिंदु हैं तो ये सभी अलग अलग एकल बिंदु हैं क्योंकि पड़ोस में हम उन बिंदुओं को पा सकते हैं जहां फंक्शन अनलिटिक है तो ये अलग अलग एकल बिंदु हैं लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि यह f भी z 0 पर परिभाषित नहीं है क्योंकि यह फंक्शन है इसलिए z 0 पर फ़ंक्शन को परिभाषित नहीं किया गया है और इसलिए यह z 0 भी इस f का एक एकल बिंदु है अब हम देखेंगे कि क्या यह एक आइसोलेटेड या नॉन आइसोलेटेड एकल बिंदु है यदि हम यहां देखते हैं कि इन बिंदुओं के साथ क्या हुआ जो आइसोलेटेड एकल बिंदु हैं अगर हमारे पास है इसलिए बड़े n के लिए जैसा कि हम n से पहुंच रहे हैं हम मूल रूप से 0 के करीब आ रहे हैं और 0 भी एक एकल बिंदु है इसलिए 0 के पड़ोस में जो भी हम इस z 0 के बारे में लेते हैं इन बिंदुओं के इस अनुक्रम से आने वाला एक एकल बिंदु होगा इसलिए अब यह z 0 के लिए अंतर है हम एक ऐसा पड़ोस नहीं पा सकते हैं जहां फ़ंक्शन का एक और एकल बिंदु नहीं है क्योंकि अनुक्रम 0 के पास आ रहा है इसलिए जो भी छोटे पड़ोस हम इस z 0 के चारों ओर लेते हैं कुछ बिंदु होंगे जो फिर से एकवचन हैं तो यह एक आइसोलेटेड एकल बिंदु z 0 नहीं है वास्तव में यह एक नॉन आइसोलेटेड एकल बिंदु है क्योंकि इस z 0 के प्रत्येक पड़ोस में कई एकल बिंदु होते हैं जो इन बिंदुओं के अनुक्रम के साथ आ रहे हैं जिन पर हमने एकल बिंदुओं के रूप में चर्चा की है तो यह यहां एक उदाहरण है जहां हम देख सकते हैं कि नॉन आइसोलेटेड एकल बिंदु भी हैं तो इस मामले में यह z 0 एक नॉन आइसोलेटेड एकल बिंदु है तो निम्नलिखित विवरण के आधार पर इस f की इन अलग अलग अद्वितीयताओं को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है जिसे हटाने योग्य अद्वितीयताएं कहा जाता है तो हटाने योग्य अद्वितीयता क्या है यदि एकल मान फ़ंक्शन f को पर परिभाषित नहीं किया जाता है हालांकि जब हम को अस्तित्व में लेते हैं तो इस बिंदु को हटाने योग्य एकल बिंदु कहा जाता है या इसे हटाने योग्य एकल बिंदु कहा जाता है क्योंकि इस मामले में यदि हम इस सीमा के साथ फ़ंक्शन को परिभाषित करते हैं जो मौजूद है तो यह f बिंदु पर अनलिटिक हो जाएगा और यही कारण है कि हम इसे फ़ंक्शन को हटाने योग्य अद्वितीयता कहते हैं इसलिए हटाने योग्य अद्वितीयता के मामले में और यह वह संबंध है जो हमारे पास लॉरेंट श्रृंखला के साथ है क्योंकि लॉरेंट श्रृंखला इस अद्वितीयता के वर्गीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसलिए पहले हमने हटाने योग्य अद्वितीयता पर चर्चा की है और हटाने योग्य अद्वितीयता के लिए यदि हम इस बिंदु के बारे में दिए गए फ़ंक्शन का विस्तार करते हैं तो लॉरेंट श्रृंखला में प्रमुख भाग प्रकट नहीं होगा जिसका अर्थ है कि की नकारात्मक शक्ति लॉरेंट श्रृंखला में दिखाई नहीं देगी और फिर हम कर सकते हैं कि इस प्रक्रिया के आसपास क्या है हम इस फ़ंक्शन का विस्तार एक लॉरेंट श्रृंखला के विचार का उपयोग करके करेंगे जिसका अर्थ की प्लस सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां है और अगर यह बाहर आता है कि मुख्य भाग का अर्थ है वह हिस्सा जहां हमारे पास की नकारात्मक शक्तियां हैं इसलिए यदि वे शर्तें लॉरेंट श्रृंखला में मौजूद नहीं हैं तो हम कहते हैं कि यह एक हटाने योग्य अद्वितीयता है तो या तो प्रत्यक्ष हम इस सीमा का उपयोग कर सकते हैं यदि यह सीमा मौजूद है तो हम हटाने योग्य एकलता को भी कहते हैं या हम इस लॉरेंट श्रृंखला में विस्तार करेंगे और यदि श्रृंखला में की कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है तो हम कहते हैं कि यह एक हटाने योग्य एकलता है इसलिए प्रत्येक के लिए हमारे पास ये दो दृष्टिकोण हैं एक हम सीधे सीमा से वर्गीकृत कर सकते हैं दूसरा लॉरेंट श्रृंखला का उपयोग करके तो दूसरी श्रेणी ध्रुव है हम एक ध्रुव के रूप में कहते हैं जो अद्वितीयता के वर्गीकरण का नाम है इसलिए फिर से अगर इस लॉरेंट श्रृंखला के प्रमुख भाग में केवल परिमित रूप से कई शब्द हैं तो तीन स्थितियां हो सकती हैं और हमारे पास यहां तीन वर्गीकरण हैं या तो लॉरेंट श्रृंखला का कोई प्रमुख हिस्सा नहीं है जिसका मतलब है कि कोई नकारात्मक शक्तियां नहीं हैं तो ऐसी अद्वितीयता को हटाने की अद्वितीयता के रूप में माना जाएगा यदि इसमें केवल परिमित रूप से कई शब्द हैं तो इन्हें ध्रुव कहा जाता है और बाद में हम देखेंगे कि जब हमारे पास अनंत रूप से कई शब्द होते हैं तो इसे संवेदी अद्वितीयता कहा जाता है तो चलिए इस ध्रुव पर चर्चा करते हैं यदि इस लॉरेंट श्रृंखला के प्रमुख भाग में केवल परिमित रूप से कई शब्द है जिसका अर्थ है कि प्रमुख भाग में स्थिति कहीं इस तरह है कि आपके पास परिमित रूप से कई शब्द हैं तो इस मामले में f की अद्वितीयता पर को पोल कहा जाता है इसलिए यह क्रम m का एक ध्रुव है और ऑर्डर 1 के ध्रुवों को सरल ध्रुव कहा जाता है इसलिए एक और वर्गीकरण अगर हम साधारण ध्रुव का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि यह ऑर्डर 1 का एक ध्रुव है और यदि एक एकल बिंदु है तो हम एक सकारात्मक पूर्णांक m भी पा सकते हैं जब हम f इसे से गुणा करते हैं जो इस लॉरेंट श्रृंखला से भी स्पष्ट है इसलिए जब हम इसे गुणा करेंगे तो हमारे पास होगा इसका मतलब है कि स्थिरांक A जो 0 के बराबर नहीं है और फिर हम कहते हैं m क्रम का एक ध्रुव इसलिए यहां फिर से हमारे पास वर्गीकृत करने के लिए दो दृष्टिकोण हैं एक लॉरेंट श्रृंखला का उपयोग कर रहा है इसलिए यदि हम पाते हैं कि लॉरेंट श्रृंखला में केवल परिमित रूप से कई शब्द हैं तो हम ऐसे बिंदु को m क्रम के ध्रुव के रूप में वर्गीकृत करेंगे या एक और दृष्टिकोण जो हम कर सकते हैं यदि हम एक m सकारात्मक पूर्णांक पा सकते हैं जैसे तो इसे m क्रम का ध्रुव कहा जाता है तो अब तीसरा तो यह तीसरा है जिसे आइसोलेटेड आवश्यक एकलता कहा जाता है इसलिए इस मामले में यदि लॉरेंट श्रृंखला का प्रमुख हिस्सा है तो यह लॉरेंट श्रृंखला है यदि इसमें अनंत रूप से कई शब्द हैं तो हमने कहा कि f इसमें एक अलग आवश्यक अद्वितीयता है जो पर हैं तो यह तीसरा वर्गीकरण है जिस पर हम अब चर्चा कर रहे हैं और आगे एक और तरीके से हम इस आइसोलेटेड आवश्यक अद्वितीयता को भी परिभाषित करते हैं जो एक ध्रुव नहीं है या जो एक हटाने योग्य अद्वितीयता नहीं है उसे आवश्यक अद्वितीयता कहा जाता है इसलिए अलग अलग अद्वितीयता जो एक ध्रुव नहीं है और एक हटाने योग्य अद्वितीयता नहीं है हम आवश्यक अद्वितीयता के रूप में कहेंगे क्योंकि या तो इस लॉरेंट श्रृंखला का कोई शब्द नहीं होगा या इसमें परिमित रूप से कई शब्द होंगे या इसमें अनंत रूप से कई शब्द होंगे तो इन तीन वर्गीकरणों के लिए हम अलग अलग अद्वितीयताओं के लिए हो सकते हैं इसलिए केवल यह संक्षेप में बताने के लिए कि हमने लॉरेंट श्रृंखला का उपयोग करके इन अलग अलग अद्वितीयताओं को किया है हम वर्गीकृत कर सकते हैं इसलिए हम इस क्षेत्र में लॉरेंट श्रृंखला का विस्तार उस एकवचन बिंदु के आसपास करेंगे जिसे हम वर्गीकृत करना चाहते हैं इसलिए हम यह विस्तार करेंगे और यदि इस उपरोक्त विस्तार के इस प्रमुख हिस्से का कोई शब्द नहीं है तो हम हटाने की एकलता कहते हैं यदि उसके पास शब्दों की सीमित संख्या है जिसे हम पोल कहते हैं और शर्तों की संख्या के आधार पर हम यह भी कहते हैं कि m ऑर्डर के ध्रुव या ऑर्डर 1 के ध्रुव को सरल ध्रुव कहा जाता है और अगर इसमें अनंत रूप से कई शब्द हैं तो हम कहते हैं कि यह अद्वितीयता एक आवश्यक अद्वितीयता है तो सीमा का उपयोग करके हम भी वर्गीकृत कर सकते हैं इसलिए हटाने योग्य अद्वितीयताओं के लिए हमने देखा है कि यदि यह सीमा एक परिमित संख्याm क्रम के ध्रुव के रूप में मौजूद है यदि हम m पा सकते हैं जहाँ कुछ परिमित संख्या हैं तो हम इसे m क्रम का एक ध्रुव कहते हैं और अलग अलग अद्वितीयता के लिए हम केवल वर्गीकृत करते हैं जो एक ध्रुव नहीं है और सीमा के साथ पहले के दृष्टिकोण के साथ एक हटाने योग्य अद्वितीयता नहीं है यदि हम देखते हैं कि यह एक हटाने योग्य अद्वितीयता नहीं है तो यह एक आवश्यक अद्वितीयता होने जा रहा है तो इस वर्गीकरण के साथ अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से जा सकते हैं यह है जिसकी हमने चर्चा की है इसलिए हम इस पर विचार करते हैं और इस मामले में हम ध्यान देते हैं कि यह f परिभाषित नहीं है लेकिन यदि हम पर विचार करते हैं तो यह LHospital नियम लागू है इसलिए यहां हमारे पास form है और फिर लिमिट हैं और हम जानते हैं cos 0 1 है तो यह सीमा 1 है तो यह सीमा मौजूद है और वह एकमात्र एकल बिंदु z 0 पर था लेकिन हम देखते हैं कि इस फ़ंक्शन के लिए यह सीमा मौजूद है जब हैं और इसलिए हम कहते हैं कि यह पहले के विवरण के अनुसार एक हटाने योग्य एकलता है दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं तो हम अब इस फ़ंक्शन की अद्वितीयता पर चर्चा कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से z 0 z 2 दो एकल बिंदु हैं लेकिन हम उन्हें वर्गीकृत करना चाहते हैं कि वे किस क्रम या आवश्यक अद्वितीयता को हटाने योग्य एकल ध्रुव हैं इसलिए इस मामले में जब हम z से गुणा करते हैं और फिर सीमा लेते हैं तो कुछ परिमित होगा इसलिए अगर हम z को इस f से गुणा करते हैं और फिर सीमा लेते हैं जैसे ही z 0 तक पहुंचता है तो क्या होगा तो यहां इसलिए यह एक परिमित संख्या है और इसलिए यह ऑर्डर 1 का एक ध्रुव है और अब दूसरे भाग के लिए हम अब क्या करेंगे क्योंकि यदि आप से गुणा करते हैं और फिर सीमा लेते हैं और यह z 2 कुछ पावर हम देखेंगे कि हमें क्या पावर लेनी चाहिए ताकि हमें कुछ परिमित संख्या मिले इसलिए यदि हम उदाहरण के लिए शक्ति 1 या 2 लेते हैं तो इस मामले में यह 3 होगा लेकिन पहले पद में कुछ अनंत होगा तो यह मदद नहीं करने जा रहा है तो उस समय तक हम पावर 5 पर जाते हैं क्योंकि अगर हम 5 से आगे जाते हैं तो यह 0 हो जाएगा यह सीमा 0 हो जाएगी इसलिए यदि हम इस पावर को 5 लेते हैं तो हमारे पास है इसलिए पहले पद के कारण यह 1 2 है और दूसरा पद 0 है इसलिए हमारे पास कुछ परिमित है जो 0 या के बराबर नहीं है तो यहां हम अब क्या देखते हैं कि z 0 हैं इस फ़ंक्शन में ऑर्डर 1 का एक साधारण ध्रुव है और z 2 पर इसमें ऑर्डर 5 का एक ध्रुव है इसलिए इसमें एक z 0 पर साधारण ध्रुव और ऑर्डर 5 का एक ध्रुव z 2 पर है दिए गए फ़ंक्शन को ही देखते हुए हम मूल्यांकन के बिना निष्कर्ष निकाल सकते हैं यदि परिदृश्य इतना सरल है कि हमारे पास एकल के लिए किस तरह का वर्गीकरण है एक और उदाहरण हम यहां विचार करेंगे कि यह फ़ंक्शन और हम क्या देखते हैं कि इसमें एक अनिवार्य अद्वितीयता z 0 पर है और कारण स्पष्ट है कि अगर हम z की घात के संदर्भ में का विस्तार करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि विस्तार है और विस्तार में असीम रूप से कई शब्द होंगे और इसलिए नकारात्मक प्रमुख भाग में इस के कई शब्द हैं और इसलिए इस मामले में यह z 0 आवश्यक अद्वितीयता है हमें किसी भी सीमित मामले की जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या यह एक ध्रुव या कुछ भी संभव नहीं है इसलिए यहां यह एक आवश्यक अद्वितीयता है अब यदि आप फ़ंक्शन की एकलता पर चर्चा करना चाहते हैं तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यह इस फ़ंक्शन के लिए एकल बिंदु हैं और अब हम उन्हें वर्गीकृत करेंगे कि इस फ़ंक्शन में किस तरह की एकलता है तो यहां अगर हम लेते हैं तो हम देखेंगे कि यह सीमा सीमित रूप से मौजूद नहीं है क्योंकि cos z 0 तक जाएगी तो वहाँ अनंत है तो स्वाभाविक रूप से यह मौजूद नहीं है इसलिए यह स्पष्ट है कि यह इस सीमा को लेकर हटाने योग्य अद्वितीयता है क्योंकि नुमेरटर sin z 1 तक पहुंच जाएगा और cos z 0 तक पहुंच जाएगा ताकि यह अनंत तक जा सके तो यह मौजूद नहीं है तो हम अब की गुणा के साथ कोशिश करेंगे तो हम जनरल पर विचार कर रहे हैं इसलिए यदि हमारे पास है तो उस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास नुमेरटर में 0 है और हमने डिनोमिनेटर में लिखा है तो यह cos z 0 फिर से और यह 1 करने जा रहा है तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 टर्म और नुमेरटर में 0 है तो हमारे पास यह फॉर्म है और इसलिए हम इस L Hospital नियम को लागू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आता है इसलिए नुमेरटर से हमें 1 मिल रहा है जब हम इस क्वॉटेंट लॉ द्वारा डिफ्रेंटिएशन के लिए जाते हैं तो हमारे पास यह अभिव्यक्ति है तो इस मामले में जब यह हम देखते हैं कि यह 1 होने जा रहा है और फिर यहां हमारे पास यह 0 है और फिर से 1 है इसलिए हम इस अभिव्यक्ति के मान के रूप में 1 प्राप्त कर रहे हैं इसका मतलब है कि यह सीमा अब सीमित रूप से मौजूद है हमारे पास 1 संख्या है इसका मतलब है कि ये सभी बिंदु यहां हैं वे मूल रूप से सरल ध्रुव हैं तो tan z यह इन सभी बिंदुओं पर सरल ध्रुव है वास्तव में क्योंकि ये अनंत रूप से कई बिंदु हैं इसलिए हमने इस सीमा की मदद से उन्हें वर्गीकृत किया है हालांकि हम इस लॉरेंट विस्तार के साथ भी कर सकते हैं इसलिए उनका वर्गीकरण लॉरेंट श्रृंखला के साथ किया जा सकता है अब आप इस फ़ंक्शन के इस एकल बिंदुओं को वर्गीकृत करना चाहते हैं इसलिए सबसे पहले हम यह पता लगाएंगे कि इस फ़ंक्शन के लिए यहां शून्य क्या हैं इसका मतलब है कि ये एकल बिंदु कहां हैं इसलिए यह है कि के रूप में लिखा जा सकता है तो यह है इसलिए अब एकवचन बिंदु स्पष्ट हैं हमारे पास 2 i और 2 i एकल बिंदु हैं इसलिए हम इस मामले में पर विचार कर रहे हैं अब यह स्पष्ट है कि अगर हम वहां वर्ग लेते हैं और फिर लेते हैं तो हम अब एक परिमित शब्द प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं तो अब शेष भाग z 2 i यह रद्द हो जाएगा तो हमारे पास है तो यहाँ इस 2 के साथ परिमित संख्या पाने के लिए काम करता है वास्तव में यदि आप इस शक्ति को 3 तक बढ़ाते है तो यह 0 होगा यदि आप उस शक्ति को कम करते हैं तो यह अनंत होगा इसलिए इस सीमा के लिए कुछ गैर शून्य और परिमित संख्या प्राप्त करने की यह एकमात्र संभावना है तो हमारे पास ऑर्डर 2 का यह ध्रुव है और इसी तरह हम देख सकते हैं कि z 2 i उसमें ऑर्डर 2 का एक ध्रुव भी है तो इस पार्शियल फ्रेक्शन के होने से हम इस फ़ंक्शन के लिए लॉरेंट श्रृंखला विस्तार के लिए श्रृंखला विस्तार को भी देख सकते हैं और फिर से हम देख सकते हैं कि ये ध्रुव हैं तो यह विधि 2 है जिसके माध्यम से हम अब जा रहे हैं तो उस z 2 i पर लॉरेंट श्रृंखला के लिएमतलब z 2 i हमारे पास यह विस्तार होने जा रहा है तो हमारे पास हैं एक शब्द पहले से ही है ताकि जब हम इस पार्शियल फ्रेक्शन को यहां करते हैं तो हम स्पर्श नहीं करेंगे तो यह अब इस क्षेत्र में मान्य है तो यह बस इसे सेट करके किया जा सकता है और यहां से हमें विस्तार का यह क्षेत्र मिल रहा है तो यही वह क्षेत्र है जिसे हम अद्वितीयता को वर्गीकृत करने के लिए पूरे फंक्शन का विस्तार करना चाहते हैं और इस मामले में हमारे पास है तो वह शब्द है जो ऑर्डर 2 की नकारात्मक शक्ति में आ रहा है तो इसका मतलब है कि यह ऑर्डर 2 का एक ध्रुव है तो इस तरह से भी इन अद्वितीयताओं को वर्गीकृत करना बहुत आसान है इसी तरह z 2 i अब हम z 2 i के संदर्भ में विस्तार कर सकते हैं और फिर से हम उसी स्थिति का अवलोकन करेंगे कि यह ऑर्डर 2 का एक ध्रुव है ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए किया है और निष्कर्ष निकालने के लिए हमने आज एकवचन बिंदुओं पर चर्चा की है यह जटिल विश्लेषण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और कुछ अनुप्रयोगों को हम अगले व्याख्यान में देखेंगे तो बिंदु को f फ़ंक्शन का एकल बिंदु कहा जाता है यदि यह f अनलिटिक होने में विफल रहता है और सबसे महत्वपूर्ण दूसरा हिस्सा यह भी है कि यह न केवल पर अनलिटिक होने में विफल हो रहा है बल्कि यह के पड़ोस में किसी बिंदु पर अनलिटिक होना चाहिए और उदाहरण में हमने देखा है जिसे अब इस परिभाषा के साथ समझाया जा सकता है कि इसका कोई एकल बिंदु नहीं है तो फिर हमने वर्गीकरण पर चर्चा की है और पहले यह था कि हटाने योग्य अद्वितीयता क्या है इसलिए लॉरेंट श्रृंखला का उपयोग करते हुए हमने देखा है कि यदि लॉरेंट श्रृंखला के प्रमुख हिस्से का कोई शब्द नहीं है तो हम इसे हटाने योग्य अद्वितीयता के रूप में कहते हैं दूसरी सीमा का उपयोग करते हुए हमने चर्चा की है कि यदि यह सीमा यहां सीमित रूप से मौजूद है तो हम इसे हटाने योग्य अद्वितीयता के रूप में भी कहते हैं इसलिए इस सुविधा के आधार पर कि क्या लॉरेंट श्रृंखला विस्तार करना आसान है या इस सीमा का उपयोग करना है हम जांच कर सकते हैं कि यह हटाने योग्य एकलता है या विभिन्न प्रकार की एकलता है तो ऑर्डर m का ध्रुव जो एकल अद्वितीयताओं के लिए एक दूसरा वर्गीकरण था शब्दों की एक परिमित संख्या जिसका अर्थ है कि पहले m वहां दिखाई देता है फिर हम इस क्रम m के ध्रुव को कहते हैं या हम ऐसा m पा सकते हैं जहां यह मामला भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं अनिवार्य अद्वितीयता हम कहते हैं जब इस लॉरेंट श्रृंखला में अनंत रूप से कई शब्द होते हैं और सीमा का उपयोग करते हुए हम देखते हैं कि अगर यह एक ध्रुव नहीं है या एक अद्वितीयता नहीं है इन तरीकों से हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं कि यह इस मामले में आवश्यक अद्वितीयता है तो यह सब इस व्याख्यान के लिए है और मैं आपके ध्यान के लिए धन्यवाद देता हूं